नमस्कार और हमारे आज के मैकेनोबायोलॉजी के परिचय के व्याख्यान में आपका स्वागत है इसलिए पिछले दो व्याख्यानों के बाद से मैंने कुछ ऐसे उपकरणों और तकनीकों के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया है जो कि मशीनी विज्ञान के अध्ययन के लिए उपयोगी हैं और पहले व्याख्यान में मैंने हाइड्रोजेल के बारे में बताया था हाइड्रोजेल क्या हैं उनके गुण क्या हैं विशेष रूप से ऐसे कुछ गुण हैं जिन्हें आपको ट्यूनेबिलिटी कठोरता की रैखिकता आदि के संदर्भ में बनाने के लिए पालन करने की आवश्यकता है हाइड्रोजेल के बाद मैंने एएफएम का एक बार फिर से परिचय दिया लेकिन इस बार मैंने इसका परिचय दिया कि एएफएम के साथ नमूनों की कठोरता को और साथ ही छवि को भी कैसे मापा जाए तो एएफएम में आप एक बार फिर से प्रोटीन प्रकट करने का काम कर सकते है एएफएम में आप इसे संपर्क मोड या टैपिंग मोड में संचालित कर सकते हैं ये दो इमेजिंग मोड हैं तो ये दो चित्रित विधियाँ हैं समतल कठोर नमूनों के लिए संपर्क विधि अधिक उपयुक्त है जहाँ नमूने के खराब होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आप नमूने के साथ सतत संपर्क में हैं और आपके पास टैपिंग विधि है जिसमें आपका रुक रुक कर संपर्क करते है और जो आप नियंत्रित करते हैं वह आयाम सेट बिंदु है तो यह टैपिंग विधि चित्रित कोशिकाओं के लिए अधिक उपयुक्त है जो अव्यवस्थित रूप से संलग्न हैं और बाद में पार्श्व घर्षण होने पर विस्थापित जा सकते हैं और जैल कोशिकाओं आदि के नमूनों की कठोरता को मापने के लिए आप ऑपरेशन के एक बल विधि का उपयोग करते हैं तो यह वही विधि है जिसका उपयोग आप प्रोटीन की जांच करने के लिए भी करते हैं और मैंने उल्लेख किया था कि यह आपकी सामग्री के अनुसार लचीला है आपको एक वक्र मिलता है जो अभिस्थापन का अनुसरण करता है तो वक्र इंडेंट और रिट्रेक्ट ज़ोन के बीच अविभाज्य है और यदि सामग्री एक कोशिका की तरह विस्कॉइलास्टिक है तो आपको इस तरह से एक वक्र मिलता है लेकिन इंडेंटेशन का एक रास्ता है और रिट्रैक्शन का एक हिस्सा है जो कि चिपचिपाहट और नमी का सूचक है तो अब एक बात जब आप कठोरता को मापते हैं तो क्या देखा गया है हमें कहने दें कि अगर आप कंकाल की मांसपेशी ट्यूब लेते हैं यदि आप कंकाल मायोट्यूब लेते हैं और आप उनकी कठोरता प्लस माइनस ब्लेबिस्टैटिन को मापते हैं तो आप क्या निरीक्षण करेंगे हैं वह ब्लूबिस्टिन की उपस्थिति में होता है तो यह आपकी कठोरता अक्ष है और यह आपकी आवृत्ति अक्ष है यह आपका आउटपुट डेटा है यदि यह है कि कैसे आपकी कठोरता वितरण नियंत्रण या अनुपचारित कोशिकाओं में ब्लेबिस्टिन उपचारित कोशिकाओं में दिखता है तो वक्र बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा या दूसरे शब्दों में कोशिकाएं नरम दिखाई देंगी तो ब्लॉब उपचारित कोशिकाएं नरम दिखाई देती हैं लेकिन हम इसके बारे में कैसे सोचते हैं क्यों ब्लेबिस्टिन के साथ मायोसिन को सक्रिय करने के लिए एक नरम कॉर्टेक्स कारण बनना है और कारण इस प्रकार है तो अगर आपको लगता है कि कोशिका एक तनावग्रस्त स्ट्रिंग के रूप में है जो एक सब्सट्रेट पर दो बिंदुओं पर ठहरे हुए हैं तो आप क्या देखेंगे तो स्ट्रिंग के अपने भौतिक गुण हैं जिसके ऊपर आप स्ट्रिंग को संचालित कर रहे हैं आप इस स्ट्रिंग में कुछ तनाव को शामिल कर रहे हैं तो इस तनाव का स्रोत क्या है यदि आप इस सब्सट्रेट की मदद लेते हैं तो एक्टोमायसीन सिकुड़न है तो अगर आप तनाव को रोकते हैं इसलिए एक अर्थ में अगर मैं तनाव को समग्र कठोरता से संबंधित करता हूं जिसे आप मापते हैं तो वे एक सीधी रेखा में होनी चाहिए आप तनाव की अधिक मात्रा थोपते हैं तो यदि आप स्ट्रिंग को खींचते हैं तो यदि आप इसे ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो आपको इसे विरूपित करने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है दूसरे शब्दों में यह स्ट्रिंग सख्त प्रतीत होती है तो यह आपको बताता है कि कोशिका की कठोरता सिकुड़न पर निर्भर करती है तो इससे इस अर्थ में यह पता लगा सकते हैं आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोशिका कितनी कठोरता हालांकि आप कठोरता पर सिकुड़न का प्रभाव नहीं देखेंगे यदि आपकी कॉर्टिकल सिकुड़न में परिवर्तन नहीं होता है तो यह अपरिवर्तित है लेकिन आपके पास आरएचओ या आरओसीके का विनियमन है जैसे कि तनाव फाइबर हैं जो कोशिका के केंद्र में निर्मित होते हैं क्योंकि अगर यह आपका नाभिक है तो आप ऊपर से परख रहे हैं इसलिए यदि आपके पास तनाव फाइबर हैं जो नाभिक के ठीक बगल में हैं तो आप ये नहीं कर सकते हैं यह समग्र कठोरता में उतना योगदान नहीं देगा जो आप साबित कर रहे हैं इसलिए सिकुड़न को जांच करने का कठोरता को मापने से एक अलग तरीका होना चाहिए और जांच करने के सबसे अच्छी तरह से स्थापित तरीकों में से एक है कर्षण बल माइक्रोस्कोपी तो मुझे समझाने दे कि वास्तव में कर्षण बल माइक्रोस्कोपी क्या है इसलिए यदि आपके पास एक कोशिका है जो दिए गए कठोरता ई के सब्सट्रेट पर आसन है और मैं क्या कर सकता हूं तो हमें सेल के एक भाग को यहां ले जाने दें तो आपके पास कोशिका का एक भाग है कोशिका आंतरिक बलों को बढ़ा रहा है यह आपके तनाव पी का स्रोत है और इन बलों को फोकल आसंजन को प्रेषित कोशिकाओं और जैल के इंटरफेस में सब्सट्रेट पर कर्षण द्वारा स्थिर किया जाता है तो यह आपकी टी बार t̅ है तो आपके पास पी द्वारा आवश्यक बल संतुलन होना चाहिए इसलिए अगर मुझे पूरी कोशिका को इस तरह से खींचना था तो यह एक त्रि आयामी सतह है तो इस क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र में पी आइए हम कहते हैं कि ए बार टी आधार क्षेत्र के बराबर होना चाहिए यह आधार क्षेत्र ए बी ए आधार है यह बल संतुलन है और यह अंश बल माइक्रोस्कोपी करने की मूल विचारधारा है लेकिन आप सब्सट्रेट पर इन अंशों या इन बलों को कैसे मापते हैं आमतौर पर जो किया जाता है वह पीए जैल या पीडीएमएस कोशिकाओं में होता है जिसे आप बनाते हैं आप सतह पर कुछ फ्लोरोसेंट मोती डालते हैं तो आप और आप इन मोतियों को सतह पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं आप इसे पॉलीमराइज़ करते हैं पीए जैल को पॉलीमराइज़ करते हैं और जैल को मोतियों के साथ पॉलीमराइज़ करते हैं तो निश्चित रूप से अन्य सतहों में भी बहुत सारे मोती हैं लेकिन आप अधिक केंद्रित हैं और आप इस जैल को उल्टा करते हैं तो यदि आप जेल को उल्टा करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सभी मोती जेल की ऊपरी सतह पर बने रहेंगे और फिर इसलिए यदि मुझे कोशिका को 2 डी में खींचना था और यह आपका सब्सट्रेट है तो आपके पास ये मोती हैं जो शीर्ष सतह पर कोशिका के चारों ओर बैठे हैं तो अगर यहाँ पर अलग अलग फोकल आसंजन थे जिसके माध्यम से कोशिका अंदर बलों को बढ़ा रही है तो हम कहते हैं कि ये चार फोकल आसंजन हैं जिसके माध्यम से कोशिकाएं बलों को दी गई दिशा में बढ़ा रही हैं तो तुम क्या करते हो इन सबस्ट्रेट्स पर कोशिकाओं को चलाने के बाद आप तनावग्रस्त विन्यास में एक तस्वीर लेते हैं तो कल्पना कीजिए कि ये काले डॉट्स तनाव विन्यास में मोतियों की स्थिति हैं फिर मैं क्या करूँ मैं ट्रिप्सिन का उपयोग करके कोशिकाओं को हटा देता हूं इसलिए यदि ये मूल दिशाएँ थीं जिसमें कोशिकाएं बलों को बढ़ा रही थीं तो एक बार जब मैं कोशिकाओं को हटा दूंगा तो ये मोती बाहरी दिशाओं में चले जाएंगे लेकिन वे मोती जो कोशिका से बहुत दूर हैं इन मोती में कोई विस्थापन प्रभावी नहीं हो सकता है लेकिन ये मोती जो कोशिका के करीब स्थित हैं वे बाहरी दिशाओं में चले जाएंगे तो इससे मैं जो कर सकता हूं वह है कि मैं ट्रैक कर सकता हूँ तनावग्रस्त और अस्थिर विन्यास के बीच मोती विस्थापन क्या है तो जब कोशिका को हटा दिया गया है और यह सेल पर सक्रिय रूप से बलों को सक्रिय कर रहा है तो सेल को हटा दिया गया है और तनावग्रस्त होने पर विन्यास से मेल नहीं खाता है तो एक बार जब आप मोती विस्थापन प्राप्त कर लेते हैं तो आप रैखिक लोच के सिद्धांत का उपयोग करके यह जान सकते हैं कि बल वितरण क्या है और ये प्रयोग कई अलग अलग सेल प्रकारों के लिए किए गए हैं जिसके परिणामस्वरूप उदाहरण के लिए कहें कि अगर यह एक मांसपेशी कोशिका है तो आपको मोटे तौर पर दो बड़ी ताकतें मिलेंगी जो दिशा में बराबर और विपरीत हैं लेकिन इन बलों के तनाव के बिंदु एक दूरी डी से अलग हो जाते हैं तो यह एक मांसपेशी सेल के लिए है तो यह बल द्विध्रुव के रूप में कहा जाता है तो यह एक उदाहरण है जिसमें आप एक दिशा के साथ संकुचन बलों को लगा सकते हैं यह उन कोशिकाओं के लिए लागू होता है जो फाइब्रोब्लास्ट या मांसपेशी कोशिकाओं की तरह बढ़ जाती हैं यदि आप अपने ओस्टियोब्लास्ट के लिए एक ही प्रयोग कर रहे थे तो यह एक ओस्टियोब्लास्ट की अधिक आकृति विज्ञान प्रकृति में अधिक बहुभुज हैं और यदि आप बल वितरण करते हैं आप बल वितरण को रेडियल सममित के रूप में देखेंगे और इन प्रयोगों का उपयोग करके बहुत से लोगों ने दिखाया है कि फिर से सिकुड़न और कठोरता के बीच एक रैखिक संबंध है आपके पास एक सीधा रैखिक संबंध होना चाहिए तो इसका मतलब है कि अगर आप प्लेट करते हैं तो एक और अवलोकन कोशिका लाइनों के विस्तार के लिए किया गया है यदि आप कठोरता के साथ करते हैं तो सब्स्ट्रैट कठोरता को आप हमेशा सिकुड़न को बढ़ाते हुए देखते हैं सिकुड़न कठोरता के साथ बढ़ जाती है तो यह दृष्टिकोण बहुत शक्तिशाली है लेकिन इस विशेष प्रकार के कर्षण बल माइक्रोस्कोपी में हमने जिस पर चर्चा की है उसे 2 डी कर्षण बल माइक्रोस्कोपी कहा जाता है तो यह मानता है कि जब आपके पास एक सब्सट्रेट पर एक कोशिका है जो कि कोशिकाओं के एक्स वाई सतह में आवक दिशा बलों बढ़ा रहे हैं तो यह आपका एक्स वाई सतह है और यह आपका है इसलिए आपके पास एक्स वाई और जेड है इसलिए एक्स वाई सतह में सभी बलों को कोशिका द्वारा बाहर निकाला जा रहा है जो जरूरी नहीं है कि सच हो तो यहां आप मोती विस्थापन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं जो जेड दिशा में हैं तो इस तरह खींचने के बजाय आप बहुत अच्छी तरह से सेल को इस तरह से एक बल निकालने की कल्पना कर सकते हैं कि इस मामले में मोतियों का जेड विस्थापन भी होगा तो यह वही है जो 3 डी कर्षण बल माइक्रोस्कोपी में ध्यान में रखा जाता है जहां कोशिका जैल में सन्निहित होते हैं और आपके पास सेल में चारों ओर अलग अलग दिशाओं में मोती होते हैं और आप बी वाई जेड मूवमेंट को ट्रैक करते हैं तो यह निश्चित रूप से अधिक जटिल है और इसे अलग अलग मोतियों की स्थिति का पता लगाने और उनके विस्थापन को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण कण ट्रैकिंग एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है तो कर्षण बल माइक्रोस्कोपी के साथ चुनौतियों में से एक की कल्पना की जाती है कि यदि आप कांच पर कोशिकाओं का संवर्धन करते हैं तो आप कर्षण बल माइक्रोस्कोपी का उपयोग कैसे कर सकते हैं Or या हम कोशिका व्युत्पन्न मैट्रेस पर कहते हैं इसलिए जहां पदार्थ में मोतियों को जोड़ने का कोई तरीका नहीं है या एक और उदाहरण है यदि आपका पदार्थ गैर रेखीय लचीला है क्योंकि कर्षण बल माइक्रोस्कोपी के लिए सब्सट्रेट सूत्रीकरण रैखिक माना जाता है इन सभी मामलों के लिए इसलिए एक बहुत ही सरल वैकल्पिक तरीका है जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं जिसे ट्रिप्सिन अलगाव करना कहा जाता है तो समय ट्रिप्सिन अलगाव को परखना क्या है तो यह वही है जो आप अग्रणी रूप से प्राप्त करते हैं तो संवर्धन में आप पासिंग के लिए ट्रिप्सिन का उपयोग करते हैं इसलिए यदि आपके पास एक कोशिका है जो एक संलग्न है और आप ट्रिप्सिन दे देते हैं तो किसी समय इसे घेरना चाहिए और बीच में आपके पास अलग अलग आकृतियों की एक सीमा होगी जहां पर घेरे की सीमा बढ़ रही है तो कोशिका पूरी तरह से फैली आकृति से एक गोल आकृति में जाता है तो आप वास्तव में क्रियाशील को ट्रैक कर सकते हैं तो क्या होगा अगर आप एक समय समाप्त चित्र लेते हैं जब एक कोशिका के समय समाप्त फिल्म जब ट्रिप्सिन के साथ इनक्यूबेट किया जाता है तो आपके पास जो समय टी और क्षेत्र का एक भूखंड ए है टी पर शून्य के बराबर कोशिका का प्रारंभिक क्षेत्र ए है कुछ समय में यह कुछ एटी है और अंत में कुछ समय पर टीएफ आपके पास एएफ का फाइनल है तो मैं इस क्षेत्र के इस सामान्यीकृत बदलाव को परिभाषित कर सकता हूं मैं इस सामान्यीकृत मात्रा A̅ At - Af Ai - Af के रूप में परिभाषित कर सकता हूं इसलिए अगर मैं ऐसा करता हूं तो यदि मैं शून्य के बराबर ए बार टी प्लॉट करता हूं तो यह एआई के समान है तो आपके पास एक मान है जो शून्य से एक सभी तक जाता है इसलिए यदि आप समय के एक कार्य के रूप में एक बार को प्लॉट करते हैं तो आपके पास एक वक्र होगा आपका बार घटता हुआ कुछ इस तरह दिखता हैं और जो देखा गया है वह यह है कि यह वक्र आकृति में सिग्मोइडल है तो सिग्मोडल वक्र के लिए आप क्या कर सकते हैं आप निम्न अभिव्यक्ति द्वारा इस डेटा को फिट कर सकते हैं मेरे पास यह विशेष कार्य ए इस अभिव्यक्ति को करने के लिए हो सकता है जहां मैं दो बार स्थिरांक जो कि ताऊ 1 और ताऊ 2 हैं को पा सकता हूं तो ताऊ 1 क्या है हमें ताऊ 1 के बराबर टी पर देखें यह पूरा परिवर्तनशील ई से शक्ति शून्य तक हो जाता है इसलिए यह 2 है इसलिए 1 ऋणांक आधा फिर आधा होता है तो ताऊ 1 उस समय से मेल खाता है जिस पर आप आधे के बराबर ए बार के मूल्य पर पहुंच गए हैं और ताऊ 2 वक्र के दूसरे भाग के लिए निरंतर समय है तो क्या देखा गया है तो आप दो समय स्थिरांक ताऊ 1 और ताऊ 2 को पीछे कर सकते हैं क्या देखा गया है जब आप सिकुड़न अवरोधकों के साथ कोशिकाओं को उद्विग्न करते हैं तो आप क्या देखते हैं हम कहें कि यदि यह ताऊ 1 का मूल्य है तो हम कहें कि यह मेरा ताऊ 1 है और यह मेरा ताऊ 2 है नियंत्रण कोशिकाओं के लिए यह कहना है कि यह ताऊ 1 और ताऊ 2 का मूल्य है जब मैं उन्हें ब्लेबिस्टैटिन बीएलबीबी जैसी दवाओं के साथ उपचार करता हूं जो सिकुड़न को रोकता है इन दोनों समय स्थिरांक में वृद्धि होती है फिर जब मैं उन दवाओं के साथ इलाज करता हूं जो सिकुड़न को बढ़ावा देते हैं तो आइए हम कहते हैं कि लाइसोफोस्फेटिडिक एसिड जो रो रॉक के मार्ग को बढ़ावा देता है फिर आप जो देखते हैं वह आपके ताऊ 2 ताऊ का मूल्य कम हो जाता है दूसरे शब्दों में अलगाव टाइमस्केल सेट किए जाते हैं वे सिकुड़न द्वारा तय किए जाते हैं तो अगर एक कोशिका प्रकृति में अधिक सिकुड़ा हुआ है जब आप ट्रिप्सिन का इलाज करते हैं तो यह बहुत तेज़ी से बढ़ेगा तो जो भी देखा गया है वह एएफएम का उपयोग करके कठोरता के मूल्य के साथ इस समय स्थिरांक को सहसंबंधित करके देखा जाता है ताउ क्या देखा जाता है आमतौर पर कठोरता के साथ विपरीत रूप से सहसंबद्ध होता है तो एक कोशिका के लिए जो कि कठोर और अधिक सिकुड़ा हुआ है इसका अलगाव टाइमस्केल कम होगा तो यह एक बहुत ही सरल परीक्षण है जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिकुड़न कितनी है प्रतिवाद है इसलिए एक प्रतिवाद है कि आप समय स्थिरांक के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से संकुचन का अनुमान लगा रहे हैं और कोशिकाओं द्वारा निकाले गए बलों की वास्तविक मात्रा के संदर्भ में नहीं है अन्य प्रतिवाद यह है कि ताऊ न केवल सिकुड़न से निर्धारित होता है यह चिपकने से भी निर्धारित होता है दूसरे शब्दों में कल्पना करें कि मेरे पास दो स्थितियां हैं जिनमें संकुचन स्थिर है सी निरंतर है लेकिन चिपकने की प्रकृति ए1 से ए2 में बदल जाता है जहां ए2 ए1 से काफी अधिक है तो आप क्या निरीक्षण करेंगे यदि यह ए 1 के साथ किसी दिए गए कोशिका के लिए प्रोफाइल अलगाव प्रोफाइल है जैसा कि आप इसे ए 2 बनाते हैं तो आप जो देखेंगे वह है कि यह अलगाव विलंबित हो जाएगा तो यह A1 के मान के लिए है यह A2 के मान के लिए है इसलिए दूसरे शब्दों में अलगाव की प्रतिक्रिया न केवल सिकुड़न से तय होती है बल्कि चिपकने से भी तय होती है अब आप अपघटन को बदल सकते हैं क्योंकि विनकूलन की अभिव्यक्ति पर अधिक परिवर्तन हो सकता है आइए हम कहते हैं कि विनकूलन जैसे एक फोकल आसंजन प्रोटीन जो एक संरचनात्मक प्रोटीन है लेकिन आप इसे ट्रिप्सिन जोड़कर भी बदल सकते हैं जो दस गुना अधिक सक्रिय है इस तरह से फोकल आसंजन की काट दर अधिक होने जा रही है इसलिए टी एफ एम और इन अलगाव परीक्षण दोनों को कर्षण बल की तुलना में वे पूरे कोशिका स्तर की सिकुड़न का अनुमान लगाते हैं क्या एकल तनाव फाइबर में सिकुड़न का अनुमान लगाना संभव है तो दूसरे शब्दों में समग्र कोशिका सिकुड़न पर एकल तनाव फाइबर का क्या योगदान है इसलिए इन मामलों में अनुमान लगाने के लिए टीएफएम या अलगाव परीक्षण का उपयोग करना मुश्किल है तो यह एक नई तकनीक है जिसे लेजर एब्लेशन कहा गया है लाई गई है तो कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कोशिका है जिसे ट्रांसफ़ेक्ट किया जाता है जहाँ आपके पास लाइफ़एक्ट के साथ ट्रांसफ़ेक्टेड सेल हैं आपके पास बहुत प्रमुख तनाव फाइबर हो सकते हैं तो ये बहुत प्रमुख तनाव फाइबर हैं तो लेजर पृथक्करण क्या करता है यह एक तनाव फाइबर पर एक बिंदु पर लेजर प्रकाश को केंद्रित करता है इसलिए जब आप एक तनाव फाइबर पर एक बिंदु पर लेजर लाइट फोकस करते हैं तो ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि स्थानीय रूप से पदार्थ सिर्फ वाष्पित हो जाता है तो फेमटोसेकंड लेजर का उपयोग करके आप नैनोमीटर आकार के इंट्रासेल्युलर लक्ष्य पर प्रकाश केंद्रित करते हैं इसलिए यह प्रकाश इतना केंद्रित है कि यह आगे बढ़ेगा तो यह उस बिंदु पर प्रतिरूप के वाष्पीकरण को बढ़ावा देगा जिस बिंदु पर आपने ध्यान केंद्रित किया है तो आपके पास क्या होगा तो कल्पना कीजिए कि मेरे पास कोशिका है और यह एक ऐसा तनाव फाइबर है जिसमें मैंने एकल बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित किया था तो और आप समय के एक कार्य के रूप में प्रतिदीप्ति छवियों का अधिग्रहण करते है तो आप जो देखेंगे वह है यह तनाव फाइबर यह शिथिल रहेगा ताकि ये दोनों ए और बी समाप्त हो जाएं तो क्या आपने इस तनाव फाइबर को स्थानीय रूप से बाधित कर दिया है यह बिंदु पीछे की रेखा के साथ पीछे हट जाएगा और यह बिंदु इस रेखा के साथ इस दिशा में पीछे हट जाएगा इसलिए इस लंबाई के परिणामस्वरूप यदि मैं वास्तव में अंतराल जी को समय के कार्य के रूप में ट्रैक करता हूं तो यह देखा गया है कि यह जी समय के एक कार्य के रूप में इस तरह से संतृप्ति प्रोफ़ाइल प्रदर्शित करता है इसलिए अंतर में तात्कालिक वृद्धि होती है और फिर यह कुछ अंतिम मूल्य तक धीमा हो जाता है तो पिछले मामले की तरह आप इस डेटा को डी के साथ फिट कर सकते हैं जैसे कि L Da La e tτ आप शिथिलता के निरंतर समय की निरंतरता का अनुमान लगा सकते हैं और साथ ही आप इस एल के मान का अनुमान लगा सकते हैं तो क्या देखा गया है कि जब आप कॉन्ट्रैक्टाइल एगोनिस्ट के साथ कोशिकाओं का इलाज करते हैं अगर यह एक नियंत्रित कोशिका के लिए प्रतिक्रिया थी जब आप के साथ उपचारीत करते हैं संदर्भ समय 2806 762 यह ब्लूबिस्टिन के साथ यह भी काफी गिरता है तो इससे पता चलता है कि यह भी एक उदाहरण है कि एकल तनाव फाइबर में संकुचन को कैसे संशोधित किया जा रहा है इस प्रयोगों का उपयोग करते हुए संजय कुमार ने प्रदर्शित किया कि जब एक कोशिका एक अनुवर्ती सब्सट्रेट पर बैठा होता है जब आपके पास एकल स्ट्रेस फाइबर के परिणामस्वरूप एकल स्ट्रेस फाइबर होता है क्योंकि सब्सट्रेट कोशिका के भीतर दो अलग अलग बिंदुओं के लिए एक लोचदार लिंक के रूप में कार्य करता है इसलिए जब आप एकल तनाव फाइबर को समाप्त कर देते हैं तब भी कोशिका में एकल पृथक्करण के परिणामस्वरूप व्यापक पुनर्व्यवस्था होती है लेकिन यह स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है अगर कोशिका कांच पर या तो जुड़ा हुआ है या संवर्धित है बलों के उस संचरण का सुझाव देता है इसलिए यह प्रयोग बताता है कि सब्सट्रेट के माध्यम से बलों का संचरण एकल कोशिका में बल संतुलन को नियंत्रित करता है तो यह आपके आयामी होमोस्टैसिस या बल संतुलन को नियंत्रित करता है इसलिए कि आज संक्षेप में मैंने तीन अलग अलग तकनीकों पर चर्चा की है कर्षण बल माइक्रोस्कोपी अलगाव और लेजर पृथक्करण जिनमें से सभी सिकुड़न का कुछ अनुमान प्रदान करते हैं तो अलगाव कोशिका स्तर की सिकुड़न प्रदान करता है टी एफ एम विभिन्न बिंदुओं पर कोशिका के भीतर सिकुड़न की जानकारी प्रदान करता है और लेजर एब्लेशन भी सिकुड़न प्रदान करता है लेकिन एकल स्ट्रेस फाइबर का निर्माण करता है तो ये दोनों दो तकनीकें समय के रूप में सूचना में इसे प्रदान करेंगी कम समय उच्च अनुबंध के साथ सहसंबद्ध है जबकि टी एफ एम में आपको कोशिका के भीतर विभिन्न बिंदुओं पर मौजूद बलों का वास्तविक अनुमान मिलता है इसके साथ मैं आपके ध्यान के लिए धन्यवाद देता हूं और हम अगली कक्षा में दो अन्य तकनीकों के साथ जारी रखेंगे एक माइक्रो फैब्रिकेशन है और दूसरा एफ आर ई टी है